नमस्कार तार रहित संचार के लिए आकलन पर इस मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स में एक और मॉड्यूल मे स्वागत है जहां हम अज्ञात चैनल गुणांक h के आकलन के लिए एक पद्धति के विकास को देख रहे हैं तो हमने कहा कि एक विशिष्ट तार रहित संचार प्रणाली में जो हमारे पास है वह मूल रूप से हमारे पास प्रेषित एंटीना है एंटीना प्राप्त करते हैं चैनल गुणांक h XK प्रेषित प्रतीक है YK प्राप्त प्रतीक है और हमने कहा है कि यह प्रतिनिधित्व किया जा सकता है क्योंकि YK बराबर h गुणा XK VK के होता है जहां VK योगात्मक गौसियन शोर होता है और हमने यह भी कहा कि ये XK प्रतीक XK चैनल आकलन करने के उद्देश्य के लिए संचरित प्रतीक हैं हम ज्ञात पायलट प्रतीकों के एक अनुक्रम को प्रसारित करते हैं जो कि X1 X2 XN हैं जिन्हें पायलट प्रतीकों या प्रशिक्षण प्रतीकों के रूप में भी जाना जाता है अब तक प्रशिक्षण प्रतीकों से और इसके अनुरुप देखे गए अवलोकित प्रशिक्षण निर्गत Y1 Y2 YN से हम तार रहित चैनल का आकलन लगाते हैं हमने वर्णन किया है कि प्रत्येक गौसियन शोर के लिए अर्थात् जब शोर V1 गौसियन है अर्थात VK गौसियन है जिसका माध्य 0 और विचरण सिग्मा वर्ग है निर्गत YK माध्य h गुणा XK और विचरण सिग्मा वर्ग सहित गौसियन है

संवेदन जाल तंत्र के संदर्भ में भी याद रखें हमने कहा कि यदि हम इसे अज्ञात प्राचल h के फलन के रूप में देखते हैं तो यह अज्ञात प्राचल h का संभाव्यता फलन है इसलिए इसे अज्ञात प्राचल h के एक फलन के रूप में देखा गया इसलिए अज्ञात प्राचल h के फलन के रूप में देखा गया इसलिए अब एक फलन के रूप में अज्ञात प्राचल h के फलन के रूप में यह एक यह क्या है यह आपकी संभाव्यता फलन है संभाव्यता फलन अज्ञात प्राचल h की संभाव्यता फलन जो मूल रूप से या चैनल गुणांक है यह h कुछ भी नहीं है बल्कि अज्ञात प्राचल जो कि तार रहित है वास्तव में यह आपका तार रहित है यह आपका तार रहित चैनल गुणांक है मैं इस संभाव्यता फलन को Y बार पैरामीटराइज्ड h का P से दर्शा सकता हूं Y बार कुछ भी नहीं है बल्कि आपके अवलोकनो के सदिश है अर्थात् Y बार Y1 Y2 YN के बराबर है तो यह Y बार Y1 Y2 YN क्या है यह कुछ भी नहीं है बल्कि अवलोकनो का सदिश जिसे अवलोकन भी कहा जाता है इसे आपके अवलोकन सदिश या सदिश के रूप में भी जाना जाता है यह मूल रूप से अवलोकनो का सदिश है अवलोकनो के N आयामी सदिश कि यह अवलोकनो Y1 Y2 YK का संयुक्त PDF है Y1 Y2 YN जिसे अज्ञात प्राचल h के एक फलन के रूप में देखा जाता है इसे एक संभाव्यता फलन के रूप में कहा जाता है और अब मैं अगला कदम लेता हूं संवेदन जाल तंत्र परिदृश्य के समान अगला कदम जो हमें करना है वह इस संभाव्यता फलन का लघुगणक लेना है जिसे लॉग संभाव्यता कहा जाता है तो हम उस चरण से गुजरते हैं तो इसका लघुगणक लेते है यह वैसा ही है जैसा कि हमने पहले से ही एक संवेदन जाल तंत्र लॉग संभाव्यता के संदर्भ में देखा है यह अज्ञात प्राचल h का लॉग संभाव्यता फलन है जो कि h द्वारा पैरामीटराइज्ड संभाव्यता फलन का प्राकृतिक लघुगणक है जो निश्चित रूप से अब जब आपको लघुगणक लेना चाहिए तो आप इसे सरल कर सकते हैं आप इसे N बटा 2 या N बटा 2 प्राकृतिक लघुगणक 2 पाई सिग्मा वर्ग 1 बटा 2 सिग्मा वर्ग संकलन K बराबर 1 से N YK h XK पूर्ण वर्ग के रूप में लिख सकते हैं तो यह मूल रूप से आपकी लॉग संभाव्यता फलन है यह देखना आसान है यह आपकी लॉग संभाव्यता फलन है फिर से इसी तरह की प्रक्रिया का पालन करते हुए जैसे हमने संवेदन जाल तंत्र के लिए निहित किया है अज्ञात प्राचल h के एक फलन के रूप में अवलोकनो के संयुक्त पीडीएफ को ढूंढें यह संभाव्यता फलन है उस का लघुगणक लें आपको लॉग संभाव्यता फलन मिलता है अब किसी को लॉग संभाव्यता फलन का अधिकतम पता लगाना है उस h का मान ज्ञात करें जिसके लिए यह लॉग संभाव्यता अधिकतम हो जाती है जो हमें अज्ञात प्राचल h का अधिकतम संभाव्यता आकलन देता है तो ML आकलन पता लगाने के लिए है अधिकतम संभाव्यता पता लगाने के लिए या मूल रूप से ML आकलन किसी को मूल रूप से लॉग संभाव्यता फलन को अधिकतम करना होगा जो कि Y बार h है जिसका अर्थ है कि मूल रूप से इसका अवकलन करे और अवकलज को 0 के बराबर निर्धारित करे प्राचल h के उस मान को खोजने के लिए जिसने लॉग संभाव्यता फलन के मान को अधिकतम किया है अर्थात् h ढूंढें जो अधिकतम करता है जो X के मान को ढूंढें जिसके लिए लॉग संभाव्यता फलन अधिकतम करता है और अब अगर हम लॉग संभाव्यता फलन का अवकलन करते हैं अगर मैं इस लॉग संभाव्यता फलन का अवकलन करता हूं और आप h के सापेक्ष हमारे पास क्या हैं इसकी जांच कर सकते हैं कि जब हम इस लॉग संभाव्यता फलन का अवकलन करते हैं तो यह N बटा 2 लॉग 2 पाई सिग्मा वर्ग यह एक अचर है इसलिए इसका अवकलज 0 है क्या बाकी रहता है वह मूल रूप से आपका 1 बटा 2 पाई सिग्मा वर्ग संकलन K बराबर 1 से N YK h दुगुना YK h XK गुणा XK के बराबर होता है और इसे 0 के बराबर होना चाहिए और यह 0 है इसका मतलब 1 बटा सिग्मा वर्ग विलुप्त हो जाता है अर्थात् यह एक अचर है जिसका अर्थ है कि K बराबर 1 से N XK गुना YK h XK 0 के बराबर है और अब मूल रूप से इसका मतलब है आप इसे सरल कर सकते हैं इसका मतलब मूल रूप से यह है कि संकलन K बराबर 1 से N XK गुना YK बराबर है h गुना संकलन K बराबर 1 से N XK गुना XK K का XK वर्ग होता है जिसका अर्थ है h का मान जिसके लिए यह अधिकतम है संकलन K बराबर 1 से N X वर्ग K के बराबर होता है और यह h का मान जिसके लिए यह अधिकतम होता है यह अधिकतम संभाव्यता आकलन है और इसे h हैट द्वारा निरूपित किया जाता है जो कि मूल रूप से आपका ML आकलन या अधिकतम संभाव्यता आकलन है यह चैनल गुणांक h का अधिकतम संभाव्यता आकलन है तो यह h हैट जिसका संकलन K बराबर 1 से N XK YK बटा संकलन K बराबर 1 से N X वर्ग K के बराबर है यह h का मान है जिसके लिए प्राचल h की अधिकतम संभाव्यता फलन को अधिकतम किया जाता है हमने इस लॉग संभाव्यता फलन का अवकलन करते हुए और 0 के बराबर निर्धारित करके प्राप्त किया है h का यह मान जब लॉग संभाव्यता को अधिकतम किया जाता है तो इसे h हैट द्वारा दर्शाया जाता है और इसे चैनल गुणांक के अधिकतम संभाव्यता आकलन के रूप में जाना जाता है और अब हम इस अभिव्यक्ति को प्राप्त कर चुके हैं अब कोई इसे सदिश संकेतन का उपयोग करके बहुत अधिक व्यापक तरीके से या बहुत अधिक संक्षिप्त फैशन में प्रस्तुत किया जा सकता है मान लिजिए कोई इसे सदिश संकेतन का उपयोग करके और अधिक संक्षिप्त फैशन में दर्शा सकता है इसलिए सदिश पर विचार करें हम पहले से ही इस Y1 Y2 YN तक प्राप्त कर चुके हैं यह अवलोकन सदिश है याद करिये पिछले मॉड्यूल में हम पहले से ही परिभाषित कर चुके हैं यह अवलोकन सदिश है और अब इसी तरह हम एक पायलट सदिश परिभाषित करें यह पायलट प्रतीकों का एक सदिश है यह आपका पायलट प्रतीक पायलट सदिश है या यह मूल रूप से पायलट प्रतीकों का आपका सदिश है यह पायलट प्रतीकों का सदिश है अगर मैं इसे देखता हूं तो मैं इस अवलोकन सदिश को पहले ही Y बार से दर्शा चुका हूं हम पायलट सदिश को X बार अर्थात् X1X 2 XN द्वारा निरूपित करते हैं फिर अब आप इसे देख सकते हैं अगर मैं X बार परिवर्त Y को देखता हूं तो यह मूल रूप से आपकी पंक्ति सदिश X1 से XN तक गुना आपके स्तम्भ सदिश Y1 से YN तक के बराबर है जो कि मूल रूप से कुछ भी नहीं है बल्कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं इसे संकलन K बराबर 1 से N XK गुना YK के बराबर सरल किया जा सकता है इसलिए इस अभिव्यक्ति का अंश अर्थात् यदि मैं इस अभिव्यक्ति के अंश को देखता हूं तो यह X बार परिवर्त Y बार है इसी तरह अगर मैं हर को देखता हूं तो अब X बार परिवर्त X बार पर विचार करें जो कि पंक्ति सदिश X1 से XN तक गुना आपके कॉलम सदिश X1 से XN तक के बराबर है और यह कुछ भी नहीं है लेकिन संकलन K बराबर 1 से N X वर्ग K के बराबर है और आप देख सकते हैं कि यह मूल रूप से हर है जो X बार परिवर्त X बार है इस प्रकार चैनल का आकलन h हैट को h हैट बराबर संकलन K बराबर 1 से N XK YK बटा संकलन K बराबर 1 से N X वर्ग K भी लिखा जा सकता है जो मूल रूप से K के समान है जैसा कि हमने देखा है कि अब इसे X बार परिवर्त Y बार बटा X बार परिवर्त X बार के रूप में सरल बनाया जा सकता है और यह अधिकतम संभाव्यता को व्यक्त करने के लिए एक और दिलचस्प या एक और संक्षिप्त तरीका है आइए हम अपने आप को फिर से याद दिलाएं यह चैनल गुणांक का ML आकलन है यह चैनल गुणांक h का ML आकलन है ठीक है अब कोई इसे फिर से सरल रूप से सम्मिश्र प्राचल परिदृश्य में इसे बढ़ा सकता है सम्मिश्र प्राचल के लिए एक सरल तरीका है कि परिवर्त को हेर्मिटियन ऑपरेटर से प्रतिस्थापित कर दें और हम इस तरीके का उपयोग आगे अक्सर करते रहेंगे इसे एक सम्मिश्र प्राचल h के लिए विस्तारित करने के लिए बस परिवर्त को हेर्मिटियन द्वारा प्रतिस्थापित करें तो इसे एक सम्मिश्र प्राचल के लिए विस्तारित करने के लिए एक सम्मिश्र प्राचल का विस्तार करने के लिए अपने परिवर्त को हेर्मिटियन द्वारा प्रतिस्थापित करें परिवर्त को हेर्मिटियन द्वारा बदलें जो मूल रूप से आपका संयुग्म परिवर्त ऑपरेटर है तो इस प्रकार एक सम्मिश्र प्राचल या एक सम्मिश्र चैनल गुणांक के लिए यह अधिकतम संभाव्यता है अर्थात् X बार परिवर्त X बार हेर्मिटियन Y बार बटा X बार हेर्मिटियन X बार हो जाता है जिसे अब स्वाभाविक रूप से सरलीकृत किया जा सकता है क्योंकि संकलन K बराबर 1 से N X संयुग्म K गुना अर्थात् एक संयुग्म या प्रेषित पायलट प्रतीक बटा K बराबर 1 से N X संयुग्म K गुणा XK जो कि परिमाण XK वर्ग है के बराबर होता है अर्थात् सम्मिश्र प्रतीक के परिमाण के बराबर है यह एक सम्मिश्र प्राचल का आकलन या अधिकतम संभाव्यता आकलन है यह एक सम्मिश्र प्राचल के लिए ML आकलन या सम्मिश्र चैनल गुणांक या एक सम्मिश्र प्राचल या आपके सम्मिश्र बेसबैंड या मूल रूप से आपके सम्मिश्र बेसबैंड चैनल गुणांक h के लिए ML आकलन है अर्थात् यह X बार हेर्मिटियन Y बार बटा X बार हेर्मिटियन h बार है जहां हमने देखा है कि Y बार अवलोकन प्रतीकों का सदिश है और X बार संचारित पायलट प्रतीकों का सदिश है और यह अधिकतम संभाव्यता आकलन है याद रखें यह अभिव्यक्ति आपके सम्मिश्र अज्ञात सम्मिश्र बेसबैंड चैनल गुणांक h के लिए अधिकतम संभाव्यता आकलन है इस प्रकार हमने इस मॉड्यूल में जो देखा है वह मूल रूप से हमने सूत्रित किया है हमने इस अधिकतम संभाव्यता की संरचना को एक तार रहित परिदृश्य या तार रहित संचार प्रणाली के लिए या संचारक और प्रापक के बीच चैनल गुणांक h अज्ञात है एक तार रहित संचार प्रणाली परिदृश्य के लिए बढ़ाया है इस प्रकार हमने पता लगाया है हम सभी ने एक रूपरेखा देखी है जहां संचारक पायलट प्रतीकों का एक क्रम प्रसारित करता है और आपके पास उनके अनुरूप ग्राही पायलट निर्गत हैं अर्थात् इन प्रेषित पायलट प्रतीकों के ज्ञान से Y 1 से Y N तक और प्रेक्षित पायलट निर्गत Y 1 Y 2 से हमने मूल रूप से अज्ञात चैनल गुणांक h का अधिकतम संभाव्यता आकलन लगाया है और इसे तार रहित संचार प्रणाली के संदर्भ में पायलट पर आधारित चैनल आकलन पद्धति के रूप में जाना जाता है या इसे प्रशिक्षण प्रतीक पर आधारित चैनल आकलन पद्धति के रूप में भी जाना जाता है जो कि एक तार रहित संचार प्रणाली के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चैनल गुणांक h अज्ञात है और इसे संचार की शुरुआत से पहले प्रापक पर आकलित करना पड़ता है जिससे कि सूचना प्रतीकों को प्रापक में कूटानुवाद किया जा सके तो यह अधिकतम संभाव्यता आकलन है अज्ञात चैनल गुणांक के अधिकतम संभाव्यता आकलन के लिए प्रक्रिया है हम इस मॉड्यूल को यहाँ रोकेंगे और बाद के मॉड्यूल में चैनल गुणांक के इस अधिकतम संभाव्यता आकलन के अन्य पहलुओं और गुणों को देखेंगे